अगले कुछ व्याख्यानों में मैं उद्योग 40 और औद्योगिक IOT के विषयों पर कुछ स्टडीज को कवर करने जा रहा हूं अब तक हमने IOT के कुछ बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दिया है और विशेष रूप से नेटवर्किंग पर गौर फरमाया है इसके बाद हमने विशेष रूप से IIOT मैं नेटवर्किंग के मुद्दों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया था तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इन टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं तो आइए हम समझते हैं कि केस स्टडी किसे कहते हैं और क्या है केस स्टडी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें ज्ञान की गहराई प्राप्त करवाता है और हम इंडस्ट्री 40 और इंडस्ट्रियल IIOT के टॉपिक के ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए हमें गहराई में फंडामेंटल नॉलेज की कॉन्सेप्ट्स जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था उसको समझना होगा इंडस्ट्री 40 और IIOT कांसेप्ट हमें वास्तविक जीवन की समस्या को सुधारने और साथ ही साथ में इंप्रूव्ड इंडस्ट्री भी इंप्रूव होगी तो अब हम कुछ मौजूदा मामले देखेंगे और साथ ही साथ में प्रयास करेंगे कि यह मामले इंडस्ट्री 40 की मदद से सुधर जाएं मूल रूप से एक केस स्टडी एक विशेष संदर्भ में डाटा की बारीकी से जांच करने में समक्ष होगी केस को समझने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और केस स्टडी डाटा का क्वालिटेटिव देगा तो केस स्टडीज के मामले के अध्ययन संबंधित घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से एक वास्तविक जीवन घटना का पता करेंगे और जैसा कि मैंने कहा हम वास्तविक जीवन उद्योग वास्तविक उद्योग वास्तविक फंक्शनिंग उद्योग जिसका हमने दौर किया था और अलग अलग इंफॉर्मेशन जानी थी वह जानने को मिला तथा उसी के साथ हमें यह पता चला कि इंडस्ट्री 40 को अपनाने से इंप्रूव बिजनेस प्रोसेस मिल सकता है तो केस स्टडी में क्या होता है उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एक विशेष मामला उठाना होगा जो एक ज्योग्राफिकल एरिया भी हो सकता है या फिर कोई उद्योग या तो कुछ लोग भी हो सकते हैं सबसे पहले आपको यह समझाना होगा कि कौन सा विषय आप ले रहे हैं तो एक बार जब आप अपना विषय तैय कर लेते हैं फिर आपको यह समझना होगा विस्तार से और फिर टेक्नोलॉजि प्रोसेस में कैसे सुधार ला सकते हैं यह समझना होगा हमने आपके लिए अलग अलग केस स्टडी तैयार किए हैं इस कोर्स के लिए हमने रियल इंडस्ट्रीज के साथ वार्तालाप किया जो अपने देश में विभिन्न जगहों पर स्थित है और उनका एक्जिस्टिंग प्रोसेस समझने की कोशिश की और साथ ही साथ में यह रिकॉर्ड किया कि वह क्या काम करते हैं तो हमने टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी सीखा उसको हम इन केस स्टडीज के द्वारा उद्योगों में उपयोग करके उनके बिजनेस प्रोसेस करेंगे बिजनेस प्रोसेसेस का विश्लेषण करना चाहेंगे और साथ ही साथ इन प्रॉसेस इसको हम IIOT के द्वारा किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे हमने जो डाटा दर्ज किया है उसमें से अधिकांश मामलों में आप पाएंगे कि वह पहले से ही उद्योग 40 और औद्योगिक IOT समाधान के लिए उच्च मानक नहीं रखते हैं लेकिन वह जानते हैं कि उनको उनका मौजूदा प्रोसेस को इंप्रूव करना पड़ेगा तथा वह बहुत उत्सुक है लेकिन साथ ही में उन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए इसीलिए हम यह रो बिजनेस को हाथ में लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुधार लाना चाहिए चाहिए अथवा हम कोई प्रकार का सुझाव दें कि वह लोग इंडस्ट्री 40 और इंडस्ट्रियल और बिजनेस सॉल्यूशंस में क्या नया कर सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज जो हमने देखे हैं वह है मिल्क प्रोसेसिंग डाटा है वह दिखाऊंगा हमने आपको पहले से ही कुछ आर्ट लैबोरेट्रीज है समापन के संदर्भ में सवाल यह आता है कि वह कैसे इस्तेमाल करते हैं तथा वह अपने आप को आए IOT सॉल्यूशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप दूसरे बच्चों के प्रोजेक्ट देख सकते हैं जिन्हें मैंने सिखाया है और सीख सकते हैं कि उन लोगों ने धीरे धीरे एक इंडस्ट्री कैसे बनाया और उसको इंडस्ट्री 40 4 में कन्वर्ट किया आखरी बात जिसका में जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे इंस्टिट्यूट करेंगे तू हमने आपके लिए काफी शाम अच्छी सामग्री इकट्ठा की है जिससे आप उद्योगों के बारे में और अलग अलग लाभ के बारे में जान सकते हैं तथा इस जानकारी के द्वारा उनके एक्जिस्टिंग प्रोसेसेस को समझ कर उसे और बेहतर बना सकते हैं इसलिए जब आप इनमें से प्रत्येक मामले का अध्ययन अगले कुछ व्याख्या में करते हैं तो कृपया यह सोचने की कोशिश करें कि आप अपने मौजूदा प्रक्रियाओं के लिए उद्योग40 और इन और औद्योगिक IOT अपनाने की दिशा में जो कुछ भी आप पिछले व्याख्यान में सीख चुके हैं उसके आधार पर क्या परिवर्तन करेंगे मूल सिद्धांतों अनुप्रयोगों तकनीकी समाधान आदि तो एक चीज याद रखिए कि ज्यादातर केस में इंडस्ट्रीज कोशिश कर रही है इंप्रूवमेंट करने की और उन्हें हमेशा समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना होता है या तो उन्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है तो यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं मूल रूप से हमें यह समझना है कि इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है पहले आप उनके एक्जिस्टिंग प्रोसेस को समझ ले फिर एडॉप्शन की ओर सूची और फिर ट्रांसफॉरमेशन एक्टिविटीज जैकलिन तो मूल रूप से ट्रांसफॉरमेशन खुद ही में एक प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमारे उद्देश्य क्या होंगे हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के किन पहलुओं का ध्यान रखना होगा सबसे पहले हमें उद्देश्य जानना पड़ेगा और इस प्रोजेक्ट को को करने हेतु बजट भी ध्यान में लेना पड़ेगा तो आइए हम देखते हैं हम अपने उद्देश्य कैसे जान सकते हैं इंडस्ट्री 40 की खूबी और खासियत के बारे में हमने पहले भी पड़ा है हमने सेंसर एक्चुएटर्स नेटवर्क आदि के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया इंडस्ट्री 40 सबसे महत्वपूर्ण बात कनेक्टिविटी है एक मशीन से दूसरी मशीन को कनेक्ट करना अलग अलग मशीनों के साथ उनके टूल्स टेक्नोलॉजी और बिजनेस के प्रोसेस को इस तरह जोड़ना उन सबको बेशक बना सकें तो हमें इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और इसके साथ इसके बीच का अंतर भी समझना पड़ेगा जो चीज पहले से ही है उसे हटाने का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि नए सिरे से चीजें बनाना ठीक बात नहीं हम क्या उपाय कर सकते हैं इसके द्वारा मौजूदा टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी के बीच का अंतर काम करें तथा हम प्रोसेसेस को ज्यादा बेहतर बनाएं हमें इन चीजों को इस तरह से जोड़ना होगा कि किसी भी कार्य के लिए मानव हस्तक्षेप ना हो मेरा कहने का मतलब है कि सारे प्रोसेस फुली ऑटोमेटेड हो यानी स्वचालित हो यह करने के लिए हमें कुछ मुद्दों का बहुत ही ख्याल रखना होगा जैसे ऑटोमेटेड फॉल्ट डिटेक्शन ऑटोमेटेड मेंटेनेंस इत्यादि बहुत ही प्राथमिक तौर पर इन सब मुद्दों का फीडबैक भी लेना होगा हम चाहते हैं कि एक मशीन कार्य अपने आप करें और उसके लिए हमें जहां जहां जरूरी है वहां सेंसर लगाने के लिए डाटा प्राप्त करना पड़ेगा वह मशीन हो जाए मशीन पर हमने सेंसर लगाकर स्वचालित बनाया वहां से अब हमें डाटा नेटवर्क द्वारा प्राप्त करना चाहिए और इस डेटा का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस विश्लेषण के द्वारा हम मशीन को फीडबैक दे सकते हैं तथा उस सिग्नल के द्वारा मशीन अपने प्रोसेसेस को बेहतर बनाने में कार्यरत हो सकती है तो यह प्रोसेसे एक लूप की तरह है जहां पर सब कुछ बंधा हुआ है कैंसर एक्चुएटर कनेक्टिविटी एनालिसिस फीडबैक इन सब को एक साथ रखें तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और हमें इस रूप में कहीं भी मानव हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है यह पूरा प्रोसेस स्वचालित हो सकता तो हर केस स्टडी के लिए मेरा यह सुझाव है की आप पहले सोचे उन कंसेप्ट के बारे में जो हमने पिछले लेक्चरर्स मैं पढ़ें है और हर एक केस के बारे में जहां पर हम सेंसर का उपयोग करने वाले हैं हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा सेंसर मशीन मेंकहां पर लगाना पड़ेगा ताकि हम सेंसर को कनेक्टर्स के द्वारा जोड़ सकें और रॉ डाटा प्राप्त कर सकें यह जानने के लिए कि मशीन मशीन के अंदर क्या चल रहा है क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं परिस्थिति को समझ कर हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से सेंटर कहां पर लगाने चाहिए कौन से एक्चुएटर्स लगाने चाहिए और कैसा नेटवर्क रिप्लाई करना चाहिए जिसके द्वारा हम सिग्नल और डाटा प्राप्त कर सकते हैं हमें नेटवर्क के प्रकार जानने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार के नेटवर्क की इस केस में जरूरत है यहां पर जरूरी नहीं कि एक नेटवर्क का उपयोग करें हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करना पड़े और यह सभी नेटवर्क अलग अलग स्टैंडर्ड यानी मानक का पालन करते हो वे डिफरेंट यानी अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन भी करते होंगे और किस तरह से इन विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक साथ काम करने के लिए जोड़ा जा सकता है इसीलिए इंटर ऑपरेबिलिटी यानी अंतर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है अंतर को समझने के लिए हमें इंट्रॉपरेबिलिटी के अलग अलग लेवल को समझना होगा जैसे डिवाइस लेवल इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड लेवल इंट्रॉपरेबिलिटी प्रोटोकॉल लेवल इंटर ऑपरेबिलिटी एप्लीकेशन लेवल इंटर अरेबिलिटी इत्यादि इंटर ऑपरेबिलिटी के इन विभिन्न एप्लीकेशन के द्वारा हमारी कोशिश यही रहती है कि यह सब डिवाइसेज और प्रोसेसेस सेंसर और एक्चुएटर्स के साथ बात कर सके एक साथ काम कर सकें क्यों यह उद्योग और IOT समाधानओं को अपनाने की दिशा में प्रयास करने जा रहे हैं IIOT एप्लीकेशन की मदद से हम बिजनेस की मौजूदा प्रक्रिया में सुधार लाना चाहते हैं ऑटोमेशन लाना चाहते हैं और जहां कहीं भी ऑटोमेशन कर सकते हैं हम उसे अपनाना चाहते हैं जिसके फल स्वरुप मौजूदा प्रक्रिया बेहतर हो सकती है और मुद्रण के रूप में भी हम काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम किसी भी तकनीक की शुरुआत का सुझाव दे सकते हैं पर हम ऐसा नहीं करेंगे हमें इस बारे में सोचना है कि हमें पहले से ही उद्योग और 40 और IIOT के बारे में क्या पता है हम क्या जानते हैं हमें यह भी पता लगाना पड़ेगा कि उद्योग में मौजूदा अवधारणाएं अपनी प्रक्रिया में सुधार कर सकती हैं या नहीं इसके पश्चात हम IIOT की मदद से प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हैं मगर हम उद्योगों को यह सुझाव दे सकते हैं और और फिर उन पर छोड़ देंगे कि वह उन सुझाव को अपनाना चाहेंगे या नहीं तो यह उद्योग में इंप्रूवमेंट का काम हम छोड़ देंगे क्योंकि यह हमारे कोर्स के बाहर है हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे और उसी तक सीमित रहेंगे हम वास्तव में उद्योगों के पास जाकर उन्हें इन समाधानओं को अपनाने की और समझाने की कोशिश नहीं करते हैं फीडबैक कंट्रोल अपनी जगह नहीं है तो फीडबैक कंट्रोल यानी प्रतिक्रिया नियंत्रण के बिना हम एक ऑटोनॉमस फैशन में यानी स्वायत्त फैशन में मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार नहीं कर सकते हैं एनालिटिक्स ही IIOT के मुख्य भाग है बिना एनालिसिस के हम एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं हमें रियल टाइम और नॉन रियल टाइम डाटा का एनालिसिस करना पड़ेगा जिसके द्वारा हम उद्योगों में और समग्र दक्षता में सुधार ला सकते हैं हम स्वास्थ्य के खतरों को भी कम कर सकते हैं यह कुछ अलग मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए आप इन मौजूदा मामलों को कैसे देख सकते हैं इनके विभिन्न मुद्दों के बारे में और क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इन विभिन्न विशेषताओं के संबंध में प्रस्तुत करने और विश्लेषण करने जा रहे हैं तो हमने कुछ अलग अलग विषयों की बात की और इसके साथ ही हम इस विषय के अर्थ पर आते हैं मैंने जो कुछ भी कहा उसे ध्यान में रखें और जाने की प्रत्येक मामला और प्रत्येक केस अलग होगा और बहुत ही ध्यान पूर्वक उन विभिन्न विषयों और प्वाइंट्स पर काम कीजिए जो मैंने अभी आपको इस लेक्चर में बताएं धन्यवाद